हमें उस स्थिरता के मुद्दे को समझने की जरूरत है जिस पर हमने पूर्व भाषण में चर्चा की है उत्पाद के विकास उत्पाद के निर्माण के लिए अलग अलग तरीके हैं यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है एक उत्पाद के स्थाई विकास के लिए लीन उत्पादन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए इसलिए हमें कम समय में विकसित होने वाले उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते उत्पाद चाहिए और लीन उत्पादन प्रक्रिया में प्रमुख विचार है लीन के रूप में जाना जाता था इसलिए यह केवल के लिये उनकी कंपनी के भीतर लाभ लेने के लिए आरंभ किया गया विभिन्न उद्योगों में विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपनाने के लिए यह विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो गया यह इस बात के लिए बहुत मशहूर हुआ की यह सुनिश्चित कर सके कि आप को अंत में उच्च गुणवत्ता का एक उत्पाद मिले जो कम समय में उत्पादित होता है और न्यूनतम अपशिष्ट का उत्पादन करता हो सभी प्रकार के अपशिष्ट न केवल ठोस अपशिष्ट बल्कि समय की बर्बादी मानव संसाधनों का अपव्यय इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में मुनाफे में सुधार कम समय में संसाधनों के कम अपव्यय के साथ उत्पादन यही स्थिरता उत्पादन कुल मिलाकर स्थिरता संबंधित मुद्दों में सहयोग करता है तो यह लीन उत्पादन प्रक्रिया की कुंजी है जो भी ग्राहक की जरूरत है संसाधनों के उपयोग को खत्म करने के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता होती है उसका सभी प्रकार के अपशिष्ट को खत्म करने के लिए सही से उपयोग करें और अंत में एक अच्छा उत्पादन करते हैं जो ग्राहक मूल रूप से कम समय में संतुष्ट करता है तथा उच्चतर गुणवत्ता वाला होता है यदि आप लीन दृष्टिकोण के बीच यह मौलिक अंतर होता है इस लीन उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत मूल रूप से दो अलग अलग प्रकार की प्रणालियों के विचार हैं एक JIDOKA है जो इस बारे में बात करता है कि जब भी कोई समस्या होती है मशीनों के साथ किसी भी तरह की मुसीबत या प्रक्रिया में या जो कुछ भी हो यदि कोई समस्या है तो उत्पादन बंद करो फिर और वहाँ बदले में दोषपूर्ण उत्पादों का उत्पादन बंद करो तो यह JIDOKA प्रक्रिया है और जस्ट इन टाइम टोयोटा उत्पादन प्रणाली वहाँ विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं और इन कचरे को कम से कम करना है तो ये कचरे परिवहन अपशिष्ट हैं जो लोगों के पदार्थ या जानकारी से अत्यधिक आवागमन की बात करता है विभिन्न सामग्रियों का परिवहन सूचना का परिवहन अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता नहीं है दूसरा प्रतीक्षा है जो मूल रूप से एक ऐसी अवधि के बारे में बात कर रहे है जिसमें सामग्री या जानकारी के पहुंचने और इस्तेमाल किए जाने के लिए लोग अक्रिय रहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ता कुछ आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह समय बर्बाद हो जाता है तो वेटिंग को कम से कम करना होगा तीसरा अपशिष्ट का रूप गति है जो लोगों के गैर मूल्य आधारित गति है जैसे कि फैक्ट्री के भीतर एक बिंदु से दूसरे स्थान तक एक ही कारखाने या संगठन के विभिन्न स्थानों के बीच या बीच में विभिन्न संगठनों के बीच या और भी कई जगहों पर लोगों की बेकार आवाजाही लेकिन जो कुछ भी आवश्यक केवल उस तरह की गति करनी चाहिए और बेकार की गति कम करनी चाहिए इन्वेंटरी अपशिष्ट जो इन्वेंट्री की लागत है जैसे कच्चे माल प्रगति पर कार्य और तैयार माल तो इन सभी चीजों के लिए जो कुछ भी सूची की आवश्यकता होगी उसका उपयोग किया जाना चाहिए और अनावश्यक सूची इस्तेमाल बनाई और खरीदी नहीं जानी चाहिए ज्यादा प्रॉसेसिंग में ग्राहक की जरूरत से ज्यादा काम करना क्योंकि ग्राहक जो उसे मुख्यत चाहिए उसके बारे में बात करता है और यह उत्पादन सिस्टम को केवल ग्राहकों की जरूरतों को संबोधित करने के बारे में बात करनी चाहिए एकदम सटीक उत्पाद या सेवा जिसे ग्राहक की आवश्यकता है यह वही है जो किया जाना है और ओवर प्रोसेसिंग जिसमें उत्पाद पर अधिक कार्य किया जाता है जिनसे उत्पाद में अलग अलग विशेषताएं उत्पन्न होती है किंतु ग्राहकों को इनकी आवश्यकता नहीं होती उत्पाद में सेवा में या प्रक्रिया में या कागजी कार्यों में दोष हो सकते हैं सभी प्रकार के दोष कम किए जाने चाहिए अधिक उत्पादन ग्राहकों की आवश्यकता से अधिक उत्पाद का उत्पादन भी रोका जाना चाहिए तो अपशिष्ट के 7 विभिन्न रूप है समग्र लीन मूल रूप से बात करता है

वहाँ तीन प्रकार के कार्य हैं एक वैल्यू ऐडेड में बहुत वांछित वैल्यू जोड़ी गई है फिर शुद्ध अपशिष्ट है जो वांछनीय नहीं है वहाँ मूल्य धाराओं में चलने के पाँच चरण हैं एकल मूल्य धारा पर ध्यान केंद्रित करना एक नेतृत्व टीम के निर्माण में बहुत वांछनीय है दिनांक और समय का ठीक से निर्धारण प्रत्येक के लिए और जो कुछ भी ग्राहक की जरूरत है इसे चलना इसका मतलब है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं सटीक ग्राहक आवश्यकताओं के संदर्भ में मूल्य मूल्य पर चर्चा करें ग्राहक के साथ सभी हितधारकों के साथ चलने वालों के मूल्य पर चर्चा करते हुए लिस्टिंग विचारों को प्राथमिकता देना और ग्राहक को मूल्य की पेशकश के मामले में सब कुछ एक साथ करना वांछनीय है अनुसूची का पालन अंतिम है ये वैल्यू स्ट्रीम में काम करने के पाँच चरण है उद्योग 40 के संदर्भ में लीन उत्पादन चार अलग अलग विचार के बारे में बात करता है संयंत्र में मनुष्यों का एकीकरण निरंतर इनपुट सुधार वैल्यू ऐडेड गतिविधियों प्रक्रियाओं में अपशिष्ट की पहचान करना और उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करना एक वातावरण के अनुकूल तरीके के द्वारा के बारे में विचार करता है लीन का उपयोग करने के ये तीन अलग अलग प्रभाव है

तो लीन के कार्यान्वयन की अलग आवश्यकताएं है सबसे पहले व्यापार आवश्यकताओं जो सही उद्देश्यों को स्थापित करने की बात करता है एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से पूरी तरह से रणनीति को साफ करना व्यापार रणनीति स्पष्ट की जानी चाहिए दूसरा लीन उत्पादन प्रणाली में किसी प्रदर्शन प्रबंधन के दृष्टिकोण से समझा जाता है ऑपरेशन सुधार को टूलबॉक्स के सभी उपकरणों के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और अनावश्यक टूल के साथ बड़े पैमाने पर टूलबॉक्स नहीं होना चाहिए फिर संसाधनों के अपव्यय को कम करना होता है ताकि कुल मिलाकर संचालन में सुधार हो सके एक लीन उत्पादन का दूसरा आयाम मूल रूप से लोगों का जुड़ाव है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि लोग निरंतर हितधारक सभी लगे हुए हैं और इन विभिन्न उद्देश्यों को सीखें करें सिखाएँ सीखने का मतलब स्पष्ट है साधनों के बारे में ज्ञान करने से मतलब है प्रदर्शन आपके द्वारा ज्ञात सभी उपकरण सभी उपलब्ध उपकरणों के साथ कार्य करते हैं तथा सिखाने में एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए उपकरणों के बारे में सिखाना इसलिए सबको इन 3 दिशाओं में जोड़े रखना बहुत महत्वपूर्ण है इसकी मूल रूप से हम शुरू से बात कर रहे हैं तो मूल रूप से लागत उत्पादन का समय को कम करना और गुणवत्ता में सुधार करना निरंतर सुधार निरंतर विनिर्माण प्रक्रियामें सुधार के लिए योगदानकर्ता होगा तो चलिए अब हम नज़र एक और दिशा से समग्र रूप से डालते हैं कि लीन आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए यदि आवश्यक हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद के कुछ हिस्सों या अवयव को आउटसोर्स उत्पादन प्रणाली के अलग अवयव हैं तो यहाँ वे संदर्भ हैं जिन्हें आप समझ को आगे बढ़ाने के लिए देख सकते हैं जो भी हमने लीन निर्माण आपका धन्यवाद